पीवी मॉड्यूल को 3 फेज़ ग्रिड से भी जोड़ा जा सकता है आइए हम 3 फेज़ ग्रिड कनेक्शन के लिए टोपोलॉजी पर एक नज़र डालें हमारे पास एक पीवी मॉड्यूल है जिसका आउटपुट डीसी डीसी कनवर्टर से जुड़ा हुआ है अब हम इससे बहुत परिचित हैं डीसी डीसी कनवर्टर के यहां एक नियंत्रित इनपुट है जो इनपुट इम्पीडेन्स को मॉडुलेट करेगा और डीसी डीसी कनवर्टर का आउटपुट एक लिंक कैपेसिटर से जुड़ा है जो एक बस कैपेसिटेंस है और वहाँ से आप एक 3 फेज़ इन्वर्टर के लिए उठाएंगे अब 3 फेज़ इन्वर्टर भी एक ब्रिज है इसमें इस तरह से 3 हाफ ब्रिज है 3 ब्रिज आर्म्स प्रत्येक फेज़ के लिए एक है और ये स्विच मैंने प्रतीकात्मक रूप से दिखाए हैं वे उपयुक्त गेट ड्राइव के साथ MOSFETs या IGBT हो सकते हैं वे नियंत्रित स्विच हैं तो आप उन्हें इस तरह से डीसी बस से जोड़ते हैं और प्रत्येक आर्म के केंद्र से आप तार खींचते हैं और इसे ट्रांसफार्मर एक 3 फेज़ ट्रांसफार्मर के प्रत्येक फेज़ से जोड़ते हैं तो यह एक 3 फेज़ ट्रांसफार्मर है जिसमें प्रत्येक वाइंडिंग का एक छोर सभी एक साथ जुड़े हुए हैं और यह ट्रांसफार्मर के लिए न्यूट्रल बिंदु होगा तो प्राथमिक और द्वितीयक वे सभी कपल्ड हैं तो यह पूरी तरह से एक स्टार स्टार कनेक्टेड ट्रांसफ़ॉर्मर बनाता है यह स्टार में जुड़ा होता है जिसमे वाइंडिंग का एक छोर कॉमन से जुड़ा होता है द्वितीयक का भी वाइंडिंग का एक छोर कॉमन से जुड़ा होता है दूसरे सिरे से बाहर निकलते हैं इसलिए यह प्राथमिक है और यह द्वितीयक है द्वितीयक से आप इसे 3 इंडक्टर्स अलग अलग इंडक्टर्स से गुज़ारते हैं और इसे 3 फेज़ ग्रिड के R Y B फेज़ेस से जोड़ते हैं तो इस तरह से आप पीवी मॉड्यूल को 3 फेज़ ग्रिड के साथ इंटरफ़ेस कर सकते हैं केवल अंतर यह है कि आपके पास 3 फेज़ इन्वर्टर 3 फेज़ ट्रांसफार्मर और 3 इंडक्टर्स होना आवश्यक है हम इस टोपोलॉजी पर और सुधार कर सकते हैं यदि आप एक इन्वर्टर का उपयोग कर रहे हैं और यदि आप विशेष रूप से एक करंट नियंत्रित इन्वर्टर का उपयोग कर रहे हैं तो हम इस डीसी डीसी कनवर्टर को हटा सकते हैं जो अधिकतम पावर पॉइंट ट्रैकिंग का काम भी कर रहा है हम अधिकतम पावर पॉइंट ट्रैकिंग को इन्वर्टर कंट्रोल में जोड़ सकते हैं तो मुझे उस टोपोलॉजी को बनाने दें मैं उसकी प्रतिलिपि बनाता हूं और फिर हम इसे निकाल देंगे तो यह स्थिति हम कहते हैं कि हम हटाते हैं और फिर इसे चिह्नित करते हैं और फिर इसे आगे बढ़ाते हैं कनेक्शन को उपयुक्त बनाते हैं और फिर हमारे पास यह टोपोलॉजी है जहां यह डीसी डीसी कनवर्टर नहीं है अब हम अधिकतम पावर पॉइंट ट्रैकिंग कैसे करते हैं यदि यह इन्वर्टर करंट कंट्रोल कर रहा है जो कि इंडक्टर करंट है जिसे वास्तव में ग्रिड में पंप किया जा रहा है उसे नियंत्रित किया जा रहा है तो अधिकतम पॉवर पॉइंट एल्गोरिथम का उपयोग किया जा सकता है पीवी पैनल के टर्मिनल करंट और पीवी पैनल के टर्मिनल वोल्टेज को मापा जा सकता है और प्राप्त होने वाली पावर को अधिकतम पावर प्वाइंट ट्रैकिंग एल्गोरिथ्म के माध्यम से गुजारा जा सकता है और फिर उस का आउटपुट इन्वर्टर के लिए रेफ़रेन्स करंट रेफ़रेन्स सेट कर सकता है यह वापस दिया जाएगा और कंट्रोलर यह देखेगा कि वोल्टेज उचित रूप से इस तरह से मॉडुलेट की जाएगी ताकि वांछित करंट यहां से बहेगा और अधिकतम पावर पीवी पैनल से खींची जाएगी तो इस तरह से हमारे पास अब यहां एक टोपोलॉजी है जहां केवल एक पावर स्टेज है जो पीवी मॉड्यूल और ग्रिड के बीच आ रहा है आप इसे सिंगल फेज़ केस के लिए भी लागू कर सकते हैं जहां आपके पास सिंगल फेज़ इन्वर्टर सिंगल फेज़ ट्रांसफॉर्मर है और एक इंडक्टर है जो पीवी पैनल को ग्रिड के साथ इंटरफ़ेस कर रहा है मुझे कुछ जगह बनाने दें और फिर मैंने यहां संकेत दिया है की करंट कन्ट्रोल इन्वर्टर के लिए MPPT को इन्वर्टर के भीतर एकीकृत किया जा सकता है अब मुझे सिंगल फेज़ टोपोलॉजी भी ड्रा करने दें तो सिंगल फेज टोपोलॉजी में भी पीवी मॉड्यूल एक सिंगल फेज़ इन्वर्टर से जुड़ा हो सकता है जिसमें सिर्फ दो ब्रिज आर्म्स होते हैं और ब्रिज आर्म्स का केंद्र इस तरह से सिंगल फेज़ ट्रांसफॉर्मर से जुड़ा होता हैं और ट्रांसफॉर्मर का द्वितीयक एक इंडक्टर से जुड़ा है जो ग्रिड लाइन और न्यूट्रल को इस तरह से इंटरफ़ेस करता है तो यह एक सिंगल फेज़ है जो 3 फेज़ सर्किट के समान कार्य कर रहा है और MPPT एक इनवर्टर में एकीकृत है बशर्ते हमारे पास करंट इनवर्टर हो 3 फेज़ के लिए यहां मैंने इस 3 फेज़ ट्रांसफार्मर को दिखाया है जो प्रतीकात्मक रूप से एक स्टार स्टार कनेक्टेड ट्रांसफार्मर के रूप में है लेकिन आपके पास स्टार डेल्टा कनेक्टेड इन्वर्टर भी हो सकता है यदि लाइन ग्रिड असंतुलित है और इसमें हॉर्मोनिक्स हैं करंट के 0 सीक्वेंस कॉम्पोनेंटस एक डेल्टा कनेक्टेड इन्वर्टर में प्रसारित हो सकते हैं इसलिए कभी कभी आप देखेंगे कि ट्रांसफार्मर स्टार स्टार नहीं है लेकिन स्टार डेल्टा है हम इस टोपोलॉजी पर और सुधार कर सकते हैं आप देखते हैं यह इंडक्टर कम आवृत्ति को वहन कर रहा है जो करंट का 50 हर्ट्ज कॉम्पोनेन्ट है फुल लोड करंट है और इसलिए यह बहुत बड़ा विशाल महंगा होगा और निम्न आवृत्ति के लेमिनेशन से बना है बिलकुल इस निम्न आवृत्ति के ट्रांसफार्मर की तरह अब आपके पास दो बड़े कंपोनेंट्स हैं एक है यह ट्रांसफार्मर और यह इंडक्टर जैसे 3 फेज़ में भी होता है यह एक बड़ा ट्रांसफार्मर है और आपके पास 3 इंडिकेटर्स का एक सेट है लीकेज इंडक्टेंस के रूप में इस ट्रांसफार्मर के भीतर कोई भी इंडक्टर को शामिल नहीं कर सकता है यदि ट्रांसफार्मर का लीकेज इंडक्टेंस बड़ा है तो लीकेज इंडक्टेंस खुद इंडक्टेंस इंडक्टर का काम करेगा उस स्थिति में आपको एक विशेष संकेतक रखने की आवश्यकता नहीं है हालांकि लीकेज इंडक्टेंस के मान को नियंत्रित करना आसान नहीं है तो आप ट्रांसफॉर्मर बनाइये लीकेज इंडक्टेंस के लिए जांचिए और फिर अगर इंडक्टेंस पर्याप्त नहीं है लीकेज इंडक्टेंस पर्याप्त नहीं है तो अंतर राशि के लिए आप छोटे इंडक्टर लगा सकते हैं तो यह भी एक दृष्टिकोण है जिसे कोई भी ले सकता है तो मुझे इन दो टोपोलॉजी को इंडक्टर के बिना ड्रा करने दें और मुझे ट्रांसफार्मर के बराबर सर्किट के साथ समझाने की अनुमति दें कि लीकेज इंडक्टेंस कैसे मदद कर सकता है अब केवल सर्किट के इस हिस्से पर विचार करें मैं उसे ट्रांसफार्मर के बराबर सर्किट के साथ समझाता हूं मुझे ट्रांसफार्मर वाला हिस्सा इंडक्टर ड्रा करने दे और आपके पास ग्रिड से जुड़े ये टर्मिनल हैं अब यह ट्रांसफार्मर है मुझे ट्रांसफार्मर के बराबर सर्किट को ड्रा करने दें यदि आपके पास एक प्राथमिक रेजिस्टेंस प्राथमिक की तरफ का लीकेज इंडक्टेंस आपके पास मैग्नेटाइज़िंग इंडक्टेंस का म्यूच्यूअल इंडक्टेंस द्वितीयक की तरफ का लीकेज इंडक्टेंस द्वितीयक रेजिस्टेंस है तो यह ट्रांसफार्मर इंडक्टर के माध्यम से वही इंडक्टर से ग्रिड से जुड़ा होता है ठीक है अब मैं इन भागों का नाम देता हूँ यह rp है यह Lσp है यह Lm म्यूच्यूअल इंडक्टेंस है यह एक बहुत बड़े मान का इंडक्टेंस है यह द्वितीयक लीकेज इंडक्टेंस है द्वितीयक रेजिस्टेंस है अब जब एक करंट प्राथमिक से द्वितीयक में प्रवाहित होता है तो आप देखेंगे कि वह यह पथ लेता है इंडक्टर और ग्रिड लोड से बहता है और फिर वापस लौटता है तो यह लीकेज इंडक्टेंस Lσp और Lσs करंट के श्रृंखला पथ में आते हैं और इसलिए वे एक श्रृंखला इम्पीडेन्स के रूप में कार्य करते हैं अब यह Lm एक बहुत बड़ा इंडक्टेंस है और इसलिए यह इम्पीडेन्स Lσs और Lσp के इंडक्टेंस की तुलना में बहुत बड़ा होगा यदि Lσp और Lσs का जोड़ इस इंडक्टेंस L से अधिक है तो इस L को हटाया जा सकता है समाप्त किया जा सकता है अब हम Lσp और Lσs के मान को कैसे जानते हैं अब जब आपके पास ट्रांसफार्मर है तो आप इस प्रयोग को ऑफ़लाइन करेंगे आप ट्रांसफार्मर को सर्किट से बाहर निकालिये द्वितीयक को शॉर्ट करे एक बार जब आप द्वितीयक को शॉर्ट कर देते हैं तो यह शॉर्ट हो जाता है फिर प्राथमिक टर्मिनल से देखने पर इम्पीडेन्स के रूप में क्या आता है आप देखेंगे कि Lm Lσs के समानांतर में है मैं rs और rp को बहुत कम कर दूंगा Lm Lσs के समानांतर में है चूंकि Lσs की तुलना में Lm बहुत बड़ा है इसलिए समानांतर संयोजन लगभग Lσs के समान होगा Lσp प्लस Lσs तब दिखाई देंगे जब मापा जाएगा इसलिए प्राथमिक टर्मिनल पर मापें द्वितीयक को शॉर्ट करने के बाद ऑफ़लाइन में फिर आपको समान इंडक्टेंस लीकेज इंडक्टेंस मिलेगा जैसा कि प्राथमिक से देखा जाता है यदि आप द्वितीयक पक्ष से चाहते हैं तो आप प्राथमिक को शॉर्ट करें सर्किट से ट्रांसफार्मर को हटा दें प्राथमिक वाइंडिंग्स को शॉर्ट करें और फिर द्वितीयक टर्मिनल्स से मापें तो आपको क्या मिलेगा समान लीकेज इंडक्टेंस जैसा कि द्वितीयक टर्मिनल्स देखा गया है प्राथमिक टर्मिनल्स को शार्ट करने पर हम कहते हैं कि rp और rs तुच्छ हैं Lσp Lm के समांतर हैं Lσp का इम्पीडेन्स Lm के इम्पीडेन्स की तुलना में इतना कम है कि यह उपेक्षित किया जा सकता है ये दो इम्पीडेन्स Lσp और Lσs श्रृंखला में आ जाएंगे और यही आप द्वितीयक टर्मिनल्स पर देखेंगे तो आप लीकेज इंडक्टेंस माप सकते हैं जैसा कि प्राथमिक टर्मिनल्स से या द्वितीयक टर्मिनल्स से देखा जाता है जैसा भी उपयुक्त हो यह इस पर निर्भर करता है कि आप इस इंडक्टेंस को कहाँ रखना चाहते हैं इसलिए अगर मैं इसे 1p 2p 1s और 2s चिह्नित करता हूं 1s और 2s को शार्ट करें इन दोनों को शार्ट करें यह सब प्रयोग जो करने हैं यह माप प्रयोग ऑफ़लाइन किए जाएंगे जब सर्किट ऑपरेटिव नहीं है तो आपने ट्रांसफार्मर को सर्किट से निकाल दिया है और अलग से आप यह प्रयोग कर रहे हैं 1s और 2s को शार्ट करें ये दोनों आप शार्ट करें और यहां से देखे जाने वाले इंडक्टेंस को माप लें और आपके द्वारा प्राप्त इंडक्टेंस का मान लीकेज इंडक्टेंस के समान है जैसा कि प्राथमिक पक्ष से देखा गया है इसी तरह अगर मैं 1p और 2p को शार्ट करता हूं और इन दो टर्मिनल्स पर इंडक्टेंस को मापता हूं तो आप इस द्वितीयक पक्ष से देखें गए समान लीकेज इंडक्टेंस का मान प्राप्त करेगें तो इस तरह से आप समान लीकेज इंडक्टेंस का पता लगा सकते हैं उस मान का उपयोग कर सकते हैं इसकी तुलना L का मान जो आपने पहले रखा है उसके साथ कर सकते हैं यदि यह उसी क्रम का है यदि यह उसके बराबर या उससे अधिक है तब आप इस L को हटा सकते हैं और ट्रांसफार्मर के लीकेज इंडक्टेंस का उपयोग कर सकते हैं यदि यह कम है तो केवल अंतर राशि डालें और आप कम इंडक्टेंस के साथ पहुंचेंगे यही काम 3 फेज़ ट्रांसफार्मर के लिए भी किया जा सकता है आपको शार्ट करना है आइए हम कहते हैं आप द्वितीयक पक्ष से देखे गए समान इंडक्टेंस को देखना चाहते हैं सभी प्राथमिक पक्षों को शार्ट करें और फिर प्रत्येक द्वितीयक पक्ष a b c या द्वितीयक पक्ष के RYB फेज़ेस से दिखाई देने वाले इंडक्टेंस को मापें आपको द्वितीयक से दिखाई देने वाला समान इंडक्टेंस मिलेगा इसी तरह यह द्वितीयक पक्ष द्वितीयक वाइंडिंग को शार्ट करके प्राथमिक से भी कर सकते है तो इस तरह से आप इस इंडक्टेंस को भी बदल सकते हैं और बहुत छोटा सर्किट प्राप्त कर सकते हैं जो आपको अच्छी एफिशिएंसी देगा